लेक्चर 01 इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग नमस्कार सभी को हमारे एनपीटीईएल के इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोर्स में स्वागत है मैं राजाराम लक्काराजू आईआईटी खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूं इस कोर्स में हम एक ड्राइंग को तकनीकी तरीके से देखने की चेष्टा करेंगे और कलात्मक ड्राइंग के साथ तुलना करेंगे पहले व्याख्यान में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के परिचय को आच्छादित करेंगे इंजीनियरों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग एक अनिवार्य घटक है आपके पास जो भी विचार हैं आप उसे चित्र और रेखाचित्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं इसमें कई इंजीनियरिंग पहलुओं जैसे डिजाइन प्रोडक्शन टेक्निक्स और कई चीजें शामिल हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग को सम्मिलित करती हैं उदाहरण के लिए यदि आप एयरोस्पेस इंजीनियरिंग देख रहे हैं तो गैस टरबाइन ब्लेडस् और हवाई जहाज के पंख कई पहलू होंगे इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन होना है और इसके लिए हमें प्रक्रिया पुनरावृत्ति के लिए टेक्निकल ड्राइंग्स की आवश्यकता होती है आगे के उद्देश्य से इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्राइंग्स का उचित निर्माण करने में मदद करता है जिसे प्रोडक्शन लाइनस् तक पहुंचाया जाएगा इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में कई हीट एंड मास ट्रांसफर उपकरण होंगे जिन्हें सही तरीके से पुन प्रस्तुत करना होगा हर डिजाइन में हमेशा टॉलरेंसेस होती है लेकिन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है इसी तरह सिविल और आर्किटेक्चरल इंजीनियरस् के लिए बिल्डिंग के पैटर्नस् का निर्माण एक आवश्यक घटक है और इंजीनियरिंग ड्राइंग इस तरह के ड्राइंग्स को प्राप्त करने में मदद करता है यहां तक कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग आवश्यक है कई चिप्स रजिस्टरस् इंटीग्रेटेड सर्किटस् को उद्योगों में ठीक से उत्पादित किया जाना है जो कि रेखाचित्रों के विचारों का प्रतिनिधित्व सावधानीपूर्वक तरीके से करने की आवश्यकता होती है और हमारा पाठ्यक्रम ऐसे टेक्निकल इंजीनियरस् के लिए है जो अपने विचारों को व्यक्त करने की इस कला को सीखना चाहते हैं इस पाठ्यक्रम में हम सीखेंगे कि लाइनस् कर्व्स और विभिन्न यांत्रिक भागों को कैसे खींचा किया जाए हम ऑर्थोग्राफिक पॉइंट्स लाइन्स प्लेंस प्रोजेक्शन्स प्रिंसिपल और ऑग्ज़ीलियरी व्यूज किसी दिए गए दिशा के लिए व्यूज सेक्शनल व्यूज इंटरसेक्शन ऑफ़ लाइन्स प्लेंस और सॉलिडस् को देखने का भी प्रयास करेंगे हम सतहों के विकास को देखने का भी प्रयास करेंगे कैसे डायमेंशनस् दे सकते हैं कैसे फिटस् और टॉलरेंसेस प्रस्तावित कर सकते हैं और इन कंप्यूटर ग्राफिक्स को खींचने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कैसे करें और हम असेंबली और डिजाइन प्रैक्टिस के मामले में थोड़ा प्राथमिक हैंड्स ऑन भी शामिल करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स छात्रों को टेक्निकल ड्राइंग की तकनीक और मानक अभ्यास सीखने में सक्षम बनाता है व्याख्यान के अंत में एक व्यक्ति कार्यशील असेंबली ड्राइंग को पढ़ने में सक्षम होगा यांत्रिक घटकों को मल्टीव्यू ऑर्थोग्राफिक ड्रॉइंग में पुनः प्रदर्शित कर सकेगा कांसेप्चुअल डिजाइन स्केचेज बनाएगा और असेंबली ड्राइंग्स भी बनाएगा मिशन क्निकल ड्राइंग कौशल सीखना है और कंप्यूटर का उपयोग करना है जैसे कि ड्राइंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए SOLIDWORKS सॉफ्टवेयर है इस कोर्स में हम 12 मॉड्यूल आच्छादित करते हैं 1 इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय कॉनिक सेक्शंस को समझने और उनका प्रतिनिधित्व करने के तरीके पर 2 मॉड्यूल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शनस् पर 2 मॉड्यूल जिसमें एक अलग मॉड्यूल के रूप में सेक्शंस और सेक्शनल व्यज शामिल हैं और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शनस् का पुनः प्रदर्शित कैसे करें और कंप्यूटर ग्राफिक्स के अवलोकन पर 4 मॉड्यूल यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में जानना और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उन्हें बनाना और एक विशिष्ट समस्या को चुनने और डिजाइन परियोजना करने पर 2 मॉड्यूल हमने जो मानक पाठ्य पुस्तकों का पालन किया है वे एन डी भट्ट और अन्य द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग हैं डी एम कुलकर्णी और अन्य द्वारा ऑटोकैड के साथ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऑनवोब्लू CRC प्रेस द्वारा इंट्रोडक्शन टू सॉलिडवर्क्स और उस पर हमने इसे व्यापक रूप से आच्छादित करने के लिए कई ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग किया है जहां भी हमने इन संदर्भों और सामग्रियों का उपयोग किया है हमने उपयुक्त पुनः प्रस्तावित किया है और कुछ ने इन्हें स्वीकार भी किया है इंजीनियरिंग अभ्यास पिछले कुछ सौ वर्षों से आच्छादित करता है इसलिए हमने इन स्रोतों को उपयुक्त रूप से स्वीकार किया है और यदि पावती के संदर्भ में कोई चूक है तो कृपया हमें क्षमा करें पहला मॉड्यूल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का परिचय आच्छादित करता है उस में हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स लेटरिंग का उपयोग कैसे करें और किस तरह के पेपर लेआउट हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए उपयोग करना है और ज्योमैट्रिकल कर्व्स डाइमेंशनिंग और टोलरेंसेस का प्रतिनिधित्व करने के बारे में जानेंगे एक कलात्मक तरीके से हम रेखाचित्र बनाते हैं उदाहरण के लिए यहां मैं आपको एक कलाकार द्वारा तैयार किया गया एक रॉकेट दिखा रहा हूं उस रॉकेट से निकलने वाली निकास गैस होगी और इस तरह न्यूटन के तीसरे नियम के कारण रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है यहां रॉकेट आकार मनमाना है यह कुशल डिजाइन हो सकता है या नहीं हम नहीं जानते लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुशल डिजाइन कम से कम एयरोडायनेमिकल मॉडलस् स्ट्रक्चरल स्ट्रैंथ और कई अभ्यावेदन शामिल हैं कुछ भी डिजाइन करने के लिए हम पहले न्यूटन मैकेनिकस् जैसे सिद्धांतों का उपयोग करते हैं और वहां से हम ऑब्जेक्ट साइज और क्रॉस सेक्शनल एरियाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तनाव और बलों को रोक सकते हैं और वहां से यथार्थवादी प्रतिनिधित्व खींचने की कोशिश करते हैं वहां से हम प्रोडक्शन लाइनस् को जमा करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लाइनस् उस तरह की वस्तु बनाते हैं और इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक है उदाहरण के लिए रॉकेट को देखने का इंजीनियरिंग तरीका कलात्मक ड्राइंग के प्रदर्शन करने के तरीके से पूरी तरह से अलग है यहाँ एक साधारण रॉकेट में कई भाग होते हैं यहां इस रॉकेट को डिजाइन करने के लिए हब री एंट्री शेप शायद विंग और एइंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स और कई घटक शामिल होंगे इस रॉकेट का सेक्शनल व्यू भी महत्वपूर्ण है उनमें से कुछ में थ्रस्टर्स हैं उनमें से कुछ में बॉडी सपोर्ट है जिनमें से कुछ में कोर हैं कुछ में कॉनिकल प्रकार के आकार हैं और इसी तरह से यहां तक कि कट सेक्शनल में कई इंजीनियरिंग उपकरण शामिल हैं इन सभी चीजों का पुनः प्रदर्शित किया जाना चाहिए और यदि कोई रॉकेट का पुनर्निर्माण करना चाहे तो पुन पेश करेगा तो कलात्मक तरीका हमेशा अच्छा और सरल होता है इंजीनियरिंग का तरीका बहुत जटिल चित्र शामिल करता है हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में प्रत्येक घटक क्या प्रदर्शन कर रहा है और क्या कर रहा है और उस के डाइमेंशंस क्या हैं और कट सेक्शनल कैसे देखते हैं यहाँ उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग के तरीके के लिए कुछ लाइनस् एरोस् निंबस की तरह कुछ हैं जो डायमेंशनस् का प्रतिनिधित्व करने वाले और उनमें से कुछ जैसे टाइटलस् कंपोनेंटस् सेक्शनल व्यूज़ जिन्होंने बनाया जो उस के प्रमुख कंपोनेंटस् हैं और इसी तरह और हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग चीजों को चित्रित करने और ड्राइंग का प्रतिनिधित्व करने की इस मूल योजना के बारे में जान रही है पुनरावृत्ति करने के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के सभी चरणों में ग्राफिकल फॉर्मेट में उत्पाद के मूल विचार की अभिव्यक्ति शामिल है जिसे व्यापक रूप से इंजीनियरिंग ड्राइंग और आगे डिजाइन के रूप में जाना जाता है वर्तमान पाठ्यक्रम छात्रों को टेक्निकल ड्राइंग कौशल और कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल बुनियादी अवधारणाओं को सीखने के लिए तैयार करता है उदाहरण के लिए हम एक स्पेस स्टेशन चुनते हैं यह एक स्पेस स्टेशन की वास्तविक छवि है जो ऊंचाई पर पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर है इसमें कई घटक जैसे सोलर पैनलस् थ्रस्टरस् और कई अन्य चीजें शामिल हैं अगर हम एक सार अर्थ में देखें तो यह कई हिस्सों की एक असेंबली है उदाहरण के लिए 1950 के दशक के स्काईलैब 1960 के प्रसिद्ध स्पेस स्टेशन में कई सोलर पैनलस् जाइरोस्कोपस् और उपकरण हैं उदाहरण के लिए इसमें माइक्रोमीटरऑइड शील्ड्स स्लीप कम्पार्टमेंट्स वार्डरूमस् वेस्ट कंपार्टमेंट्स एयरलॉक मॉड्यूलस् मल्टीपल एडेप्टरस् कमांड एंड सर्विस मॉड्यूलस् टेलीस्कोप यूनिट और वर्कशॉप यूनिट्स हो सकते हैं इसलिए प्रत्येक घटक एक को इसे सावधानी से खींचना है जो कुछ निश्चित डिजाइन प्रैक्टिसेस का पालन करता है और निर्माण इकाई या विनिर्माण लोगों को आपूर्ति की जाती है कोई भी डाइमेंशंस के साथ टेक्निकल ड्राइंग के आधार पर प्रत्येक घटक का उत्पादन करने में सक्षम होगा और वे जानते हैं कि किस घटक को किसके साथ असेंबल करना है आमतौर पर इन इंजीनियरिंग ड्राइंगस् में बड़ी संख्या में व्यक्तिगत घटक शामिल हो सकते हैं उदाहरण के लिए इस स्काईलैब के लिए स्पेस स्टेशन में लगभग 10 लाख घटक हैं किसी भी इंसान के लिए यह याद रखना आसान नहीं है कि कौन सा घटक कहां असेंबल किया जाना चाहिए और ये घटक एक व्यक्ति या एक एकल इकाई द्वारा भी नहीं बनाए गए थे ये ड्राइंगस् विभिन्न विनिर्माण इकाइयों को वितरित किए जाते हैं और व्यक्तिगत घटक बनाए जाएंगे इसलिए तादात्म्य मुद्दे हमेशा इन उद्योगों के बीच मौजूद होते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंगस् के माध्यम से संचारित होते हैं उदाहरण के लिए इस बाईं ओर हम इस तरह की इंजीनियरिंग ड्राइंग दिखाते हैं जहां इन सभी व्यक्तिगत घटकों का पुनः प्रदर्शित किया जाता है और इसमें कई उप ड्राइंग शीटस् होंगे जिनमें थ्रस्टर्स अलग अलग होते हैं अलग से जाइरोस्कोप होते हैं अलग अलग कम्पार्टमेंट स्पेस यहां तक कि नट और बोल्ट भी इन उद्योगों को अलग अलग दिए जाते हैं और उन ड्राइंगस् के आधार पर वे पैटर्न को दोहराते हैं और कॉन्फ़िगरेशन को पुन पेश करते हैं उदाहरण के लिए यदि हम एक विंड फार्म ले रहे हैं तो इसमें विंड टरबाइन ब्लेडस् और एक पोस्ट भारी पर पोस्ट है जो लगभग 50 मीटर की ऊंचाई हो सकती है इन विंड टरबाइन ब्लेडस् के लगभग 20 मीटर व्यास और एक विंड फार्म में कई विंड टर्बाइन होते हैं और प्रत्येक विंड टर्बाइन को पुन प्रदर्शित किया जाना चाहिए और इसका निर्माण तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि इस विंड टरबाइन ब्लेड पोस्ट और डायमेंशनस् के लिए स्पष्ट रूप से उल्लेखित और उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ड्राइंग शीट न हो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए इस तरह के दोहराए गए पैटर्नस् को पुन प्रस्तुत करना आसान नहीं हो सकता है इसमें टरबाइन के लिए बहुत जटिल विवरण होते हैं जैसे कुछ जनरेटर विंड वेन्स कम गति वाले शाफ्ट नैकेले टावर्स यव मेकैनिज्म गियरबॉक्स और कई इकाइयाँ प्रत्येक इकाई को ठीक से असेंबल भी किया जाना है और यह इंजीनियरिंग ड्राइंग कोर्स आपको सिखाता है कि यह असेंबली चीजें कैसे करें और आवश्यक ड्राइंग्स कैसे प्रस्तुत करें इस पाठ्यक्रम के अंत तक आप इंजीनियरिंग ड्राइंग डायमेंशनस् टोलरेंसेस बक्से और सेक्शनल व्यूज़ को समझने की स्थिति में होंगे जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है यह सिर्फ मैकेनिकल और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए नहीं है यहां तक कि सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ बायीं ओर मुम्बई से बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक जैसा एक सरल उदाहरण दिखाया गया है इसमें एक बहुत लंबा पुल है और कई बीम और स्तंभ हैं और बांद्रा और वर्ली के बीच की दूरी भी राइट साइड प्लॉट में उल्लिखित है यह लगभग 47 किलोमीटर है और हर चीज को योजनाबद्ध तरीके से दर्शाया जाता है जैसे कि जहां ये सस्पेंशन बनाना होता है जहां पर पाइलॉन बनाना होता है कैसे इस पुल का निर्माण किया जाता है यह इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक हिस्सा है जटिल बात हालांकि बीच में दिखाए गए कई और आंतरिक विवरण हैं इसमें द्रव्यमान मुद्रा डायमेंशनस् स्तंभ से लेकर स्तंभ के स्थान और कई चीजें शामिल हैं इस पाठ्यक्रम के दौरान छात्र उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंगस् को समझने कंप्यूटर का उपयोग करने उन्हें 3D ऑब्जेक्ट विकसित करने और टेक्निकल ड्राइंगस् के दृश्य पहलुओं को समझने में कौशल विकसित करेगा ये हमारे पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं